इस सप्ताह के तीसरे मॉड्यूल मे वापस स्वागत है तो पिछले सप्ताह में हमारे पास है पिछले मॉड्यूल में हमने हिडन मार्कोव मॉडलस पर चर्चाओं को समाप्त कर दिया था कि हम मापदंडों को कैसे सीखते हैं और हम उसे किस तरह किसी दिए गए वाक्य के लिए भाषण टैग सीक्वेंसेस के भाग का अनुमान लगाने के लिए उपयोग करते हैं जनरेटिव मॉडल के लिए अब हिडन मार्कोव मॉडलस हैं और यदि आपको याद है कि हमने जनरेटिव मॉडल और डिस्कृमिनेटिव मॉडल के बीच इस अंतर पर चर्चा की है तो हम एक डिस्कृमिनेटिव मॉडल देखेंगे इस सीक्वेंस लेबलिंग कार्य के लिए मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल हैं लेकिन उससे पहले मुझे किसी प्रकार की प्रेरणा से शुरू करने दें और क्यों हम HMMs से मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल में जाते हैं HMM की सीमाएँ क्या हैं फिर HMM के साथ समस्या यह भी है इसे मार्कोव मॉडल टैगिंग के रूप में जाना जाता है जो रन टाइम में अज्ञात शब्दों को संभाल रहा है आपको कुछ अज्ञात शब्द मिलते हैं जो कि कॉर्पस में नहीं थे क्योंकि एमीशन संभावनाओं का पता नहीं चलेगा आप जहां नहीं हैं वास्तव में विटेरबी डिकोडिंग का उपयोग कर सकते हैं तो आप उस मामले में क्या करते हैं इसलिए आप किसी प्रकार के रूपात्मक संकेतों का उपयोग करना चाहते हैं मान सकते हैं कि शब्द को हम शब्द e d के साथ समाप्त कर रहे हैं आप सोच सकते हैं कि इस शब्द का पास्ट टेन्स हो सकता है कि जिसका हमे कॉर्पस में नहीं मिलता है या मान लें कि आप वाक्य के सेट के बीच में केपिटलाइजेशन ढूंढ रहे हैं आप सोच सकते हैं कि यह एक उचित नाम हो सकता है लेकिन हम वास्तव में हिडन मार्कोव मॉडलस को दूसरे में कैसे शामिल करते हैं इसलिए हम पहले ऑर्डर मार्कोव धारणा का उपयोग करते हैं जहां प्रत्येक टैग पिछले टैग पर केवल पिछले पर ही निर्भर होता है इसलिए यह कुछ स्थितियों का ध्यान नहीं रखता है उदाहरण के लिए यहां मेरे पास 2 वाक्य है क्लियरली मार्क्ड़ जो ही क्लियरली मार्क्ड़ था इसलिए जो आप यहां देख रहे हैं वह एक मामले में मार्क्ड़ है पहले मामले में एक पास्ट पार्टिसिपल है दूसरा मामला यह भूत काल में एक वर्ब है लेकिन यह बताने के लिए सिर्फ पिछला संदर्भ पर्याप्त नहीं है इसलिए क्योंकि HMMs में हम केवल पिछले संदर्भ का उपयोग कर रहे हैं यह इस विशेष मामले को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है आप इस मुद्दे पर कैसे ध्यान रखेंगे इसलिए आप एक उच्च ऑर्डर HMM में स्थानांतरित करना चाहते हैं इसे दूसरा ऑर्डरस कह सकते है तो आप एक उच्च ऑर्डर वाले मॉडल का उपयोग कर सकते हैं लेकिन यह केवल एक बाधा है मान लीजिए कि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं कि whether वाक्य में पहला शब्द है या आप चाहते हैं कि आप किसी भी मनमाने विचार का उपयोग करना चाहें जैसे कि whether एक वर्ब है इस शब्द के पिछले संस्करण के साथ e d के साथ समाप्त होने पर आप इस जानकारी का उपयोग करना चाहते हैं कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसका उपयोग आप उपलब्धियों के मामले में कर सकते हैं जहा हम उपलब्धियों से अपने एक्सप्लेनेटरी मॉडल की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ही हेट्रोजीनियस सुविधाओं के सेट की अनुमति देता है तो आप अपने मॉडल के लिए डेटा से अपनी विभिन्न इच्छाओं का उपयोग कर सकते हैं महत्वपूर्ण अंतर क्या है तो अब मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल में इसलिए वे जनरेटिव मॉडल की तुलना में डिस्कृमिनेटिव हैं जो इस प्रकार हैं कि आपको बहुत ही हेट्रोजीनियस सेट की पहचान करने की अनुमति है न केवल दिए गए टैग पिछले टैग या दिए गए शब्द की आप टैग को उपयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार की सुविधाएँ जो आपको लगता है कि स्पीच टैग के भाग के चुनाव में योगदान दे सकती हैं उदाहरण के लिए क्या यह लेख का पहला शब्द है यह कुछ ऐसा है जिसे आप मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल में एक फीचर के रूप में उपयोग कर सकते हैं या अगला शब्द 'to है तो आप अगले शब्द को एक फीचर के रूप में उपयोग कर सकते हैं 5 पिछले 5 शब्द एक प्रिपोजीशन है यह फिर से एक ऐसी चीज है जिसे आप मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल में एक फीचर के रूप में उपयोग कर सकते हैं लेकिन यहां HMM में इसमे से प्रत्येक को नहीं बना सकता है मेक्सिमम मॉडल क्या करता है यह सभी विभिन्न हेट्रोजीनियस फीचर्स को प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क में जोड़ता है ताकि दिए गए वाक्य के लिए स्पीच टैग सीक्वन्स वास्तविक हिस्से के साथ आने में सक्षम हो यह मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल है तो यह है कि आप y की संभावना कैसे लिखते हैं यह वह क्लास है जो किसी भी टैग के लिए प्रोबेबिलिटी में से एक है गिवन x मेरा ओब्सरवेशन है यह मेरे संदर्भ में कुछ भी शामिल कर सकता है यह वर्तमान शब्द पिछले शब्द अगले शब्द वाक्य में ऐसा किसी को भी लोड कर सकता है जिससे आप अपने संदर्भ को परिभाषित कर सकते हैं जब आप मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल के साथ काम कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं इस सभी जानकारी का उपयोग अपनी फीचर्स में कर सकता हूं यह देखते हुए मैं अपनी क्लास की संभावना की गणना करना चाहता हूं और यहाँ डिस्कृमिनेटिव मॉडल है इसलिए मैं सीधे ओब्सेर्वेशन को देखते हुए क्लास की संभावना की गणना कर सकता हूं तो मैं y x की गणना कर सकता हूं और मैं कैसे गणना कर सकता हूं यह बस x मॉडल में एक लॉगिंग है तो लैम्ब्डा i और f i x y पर योग हैं अब f i x y मेरी विभिन्न फीचर्स हैं जिन्हें मैंने अपने ओब्सेर्वेशन x पर पहचाना है और मेरी क्लास y और लैम्ब्डा फीचर fi के लिए दिया गया वैट है तो प्रत्येक फीचर f i को वेट लैम्ब्डा दिया गया है मैंने सभी संभावित लैम्ब्डा को f i's में योग किया है और मैं एक्स्पोनेंट ले रहा हूं और फिर मैं किसी प्रकार का नोर्मलाइजेशन करता हूं तो वह प्रोबेबिलिटी y x की सभी संभावित क्लाससेस y के लिए 1 तक जोड़ता है यह एक नोर्मलाइजेशन कोंस्टंट है तो यह मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल का बहुत सरल रूप है तो इसलिए मैं फिर से बताता हु कि पैरामीटर लैम्ब्डा पर z x कंडीशन नार्मलाइजेशन कोंस्टंट हैं तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन यह एक्स्पोनेंट है जो आप सभी संभव वर्ग x y के लिए सभी संभावित वर्ग x y पर जोड़ते हैं जो आप इसे गणना करते हैं और इसे जोड़ते हैं तो एक बार जब आप यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि सभी संभावित मूल्यों के लिए संभावना y x को 1 में जोड़ दिया जाएगा और लैम्ब्डा मेरे फीचर्स हैं जो मेरी अलग अलग फीचर्स के दिए गए वेट हैं अब x मेरे ओब्सवर्ड डेटा को निरूपित करता है और y मेरे क्लास को दर्शाता है अब क्या दिलचस्प है वह कौन सा रूप है जो मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल में फीचर्स को HMM के विपरीत ले जा सकता है क्या फीचर्स हैं तो यहां जो दिलचस्प है वह यह है कि आप देख रहे हैं कि x और y दोनों का क्लास में ओब्सेर्वेशन f फंक्शन है इसलिए मैं इस दोनों पर अपने फीचर्स को परिभाषित कर रहा हूं और हम सभी बाइनेरी फीचर्स हैं आइए देखते हैं मेरी फीचर्स क्या हैं इसलिए मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल में मेरा फीचर्स संदर्भ x और टैग y से कोड एलिमेंट्स को भेजती है अब संदर्भ x है यह अब कुछ ऐसा है जिसे आपको संदर्भ के बारे में सावधान रहना चाहिए यह w मेरा वर्तमान शब्द नहीं है लेकिन w शब्द के आसपास लिया जा सकता है मेरे संदर्भ को परिभाषित करें यह ऐसा वाक्य हो सकता है जिसमें w होता है यह पिछले 3 शब्द अगले 3 शब्दों में हो सकता है यह ऐसा कुछ है जिसे वर्तमान शब्द पर परिभाषित किया जा सकता है और y वह टैग है जो मेरे पास है मैं प्रिडीक्टिंग कर रहा हूं अब मेरे फीचर्स क्या हैं ये x और y पर बाइनरी वैल्यूड फंक्शन्स हैं और यह f x y 1 की तरह है अगर एक निश्चित कंडीशन x और y और 0 पर होल्ड करती है और यहाँ एक उदाहरण है कि क्या कुछ कंडीशन हो सकती हैं जैसे मेरे पास वर्तमान शब्द w यदि शब्द w को कैपिटल किया गया है और मेरा टैग y NNP है तो मेरा फीचर्स fxy 1 का मान लेगी अन्यथा यह 0 का मान लेगा जो एक प्रकार का फीचर है इसी तरह आप किसी भी मनमाने सेट को परिभाषित कर सकते हैं जो हमने कहा है यह 1 के बराबर हो सकता है यदि पिछले 5 शब्दों में से एक प्रीपोज़िशन के टैग के रूप में है और वर्तमान टैग को सहेज रहे है अन्यथा तो यह एक प्रकार का 0 है तो इस तरह आप इसे परिभाषित कर सकते हैं तो आपको अपनी फीचर्स को परिभाषित करने और चुनने में यहाँ बहुत स्वतंत्रता है और एक बार जब आप इन सभी विशेषताओं को पूरा कर लेते हैं तो मॉडल इन सभी फीचर्स के लिए वेट सीखता है और वैटस लैम्ब्डा के फीचर देता है और फिर कोई भी ओब्सेर्वेशन प्लस की संभावना की गणना करने के लिए यह बहुत सरल कार्य है आइए हम फीचर्स के लिए कुछ अन्य उदाहरण देखें तो यह फिर से किसी भी जनेरिक सीक्वेंस लेबलिंग कार्य के लिए है तो यहाँ यह नेम्ड एंटीटीस को खोजने के लिए है तो यह यहां हो सकता है जैसे लोकेशन ड्रग और पर्सन 3 अलग अलग नेम्ड एंटीटीस और कुछ उदाहरण दिए गए हैं आर्केडिया की तरह आर्केडिया ज़ांटैक को लेने वाली क्यूबेक लोकेशन में एक स्थान है ज़ांटैक ड्रग है और आपने सॉस देखा इसलिए आप इसे एक पर्सन के रूप में देखते हैं और अब आप कुछ फीचर्स को परिभाषित कर रहे हैं तो आइए हम कुछ खास फीचर्स देखते हैं पहला फीचर मेरा टैग लोकेशन है तो मेरी क्लास y लोकेशन का पिछला शब्द है जो x पिछले शब्द पर है और मेरा वर्तमान शब्द कैपिटलाइस्ड है हमारे पास सभी मामले क्या हैं यह फीचर एक होगा यह यहां एक है जो कि पिछले आर्केडिया में है और यह कैपिटलाइस्ड है और टैग लोकेशन है यह दूसरे मामले के लिए भी यही होगा पिछले शब्द को कैपिटलाइस्ड इसी में है और टैग लोकेशन है अगली विशेषता y लोकेशन है और w का लैटिन वर्ण में एक्स्टेंडेड लेग है इसलिए आप देख सकते हैं कि आप बहुत ही मनमाने ढंग से आर्बिट्रेरी फीचर्स सेट का उपयोग कर रहे हैं लेकिन संभवतः आपके पास कुछ हाइपोथीसिस है कि यह फीचर्स इस शब्द के लिए टैग के अनुमान करने वाले कार्य को संचालित करने के लिए सहायक होंगी तो ये यह फीचर् है तो यह किस मामले के लिए होगा एक यह दूसरे मामले के लिए एक होगा जिसमें इसका एक एक्स्टेंडेड लैटिन केरेकटेर है और टैग लोकेशन है तीसरी फीचर y एक ड्रग है और शब्द c के साथ समाप्त होता है और ज़ांटैक लेने के लिए एक होगा हाँ शब्द W c से समाप्त होता है तो आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि आप किस प्रकार की फीचर्स ले सकते हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्ज्ञान को जानना कि आप शब्द w के चारों ओर कोई भी फीचर चुन सकते हैं और जिसमें वर्तमान क्लास भी शामिल है हम कैसे करते हैं तो अब एक बार जब मुझे लगता है कि इन सभी फीचर्स को मान लिया गया है तो मुझे पता है कि मैं सभी मापदंडों के लेम्ब्ड़ास को जानता हूं मैं उस x के साथ अपने वाक्य को कैसे टैग करूं तो मेरे पास मेरे कॉर्पस मे w 1 से w n तक शब्द हैं और मैं टैग डॉक्युमेंट् टैग का पता लगाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा मैं टैग्स सीक्वेंस t1 से tn तक पता लगाना चाहता हूं किसी भी सीक्वेंस में यह स्थिति होगी संभावना सही है तो t i अनुकूलित है x i पर i 1 के बराबर है अब यह x i हैना की w i x i शब्द wi के आसपास मेरा संदर्भ है और यह स्वतंत्र है इसलिए मैं इस मॉडल का उपयोग यह पता लगाने के लिए कर सकता हूं कि ओप्टिमल टैग सीक्वेंस क्या है मैं इसे प्रत्येक शब्द के लिए स्वतंत्र रूप से कर सकता हूं और फिर मुझे टैग सीक्वेंस मिल जाएगा इसलिए जैसा कि हमने कहा है कि मेरे संदर्भ में xi शामिल है इसमें एक निश्चित इतिहास के लिए पहले से दिए गए कुछ टैग भी शामिल हो सकते हैं और मैं ओप्टिमल या सबसे संभावित सीक्वेंस खोजने के लिए एक बीम सर्च एल्गोरिथ्म का उपयोग करूंगा यह कुछ ऐसा है जिसे हम अगले व्याख्यान में विस्तार से लेंगे यह बताएंगे हम वास्तव में अधिकतम एन्ट्रापी मॉडल में बीम सर्च करने के बारे में कैसे जानते हैं हाँ बस एक संक्षिप्त आइडिया है यहाँ बीम सर्च में आप वास्तव में क्या करते हैं तो आपके पास एक से शुरू से अंत तक वाक्य में पोजीशन्स हैं इसलिए प्रत्येक पोजीशन में हम केवल शीर्ष k संभव सीक्वेंस और अगली बार इस k से शुरू करेंगे k पूर्ण सीक्वेंसेस आपको पता लगाना है कि अगले k आधारित सीक्वेंस क्या हैं मैं अब जल्दी से कहता हू इसलिए मैंने अपने वाक्य को N शब्दों के रूप में मान लिया है तो आइडिया क्या है मान लीजिए कि मेरे बीम का आकार k है बिंदु 1 पर मैं शीर्ष k सीक्वेंसेस रखूंगा इसलिए बिंदु 1 पर मेरे पास स्पीच टैग का केवल 1 भाग होगा इसका मतलब है मैं स्पीच के शीर्ष टैग k का हिस्सा रखूंगा क्युकि इसकी पोजीशन 1 है अब जब मैं पोजीशन 2 पर जाता हूं तो अब मेरे पास एक सीक्वेंस होगा अब 2 में स्पीच टैग के भाग की कुछ अन्य संभावनाएं हो सकती हैं तो मैं क्या करूंगा मैं यहाँ स्पीच टैग के सभी भाग के साथ K की प्रत्येक संभावना का पता लगाऊँगा और आप फिर से आप शीर्ष k क्रमों को संग्रहीत करेंगे तो टैग 1 टैग 2 कुछ मामले में टॉप k सीक्वेंस फिर से 3 पर मेरे पास कुछ संभावनाएं हैं शीर्ष k बार ये संभावनाएं इस संभावनाओं को फिर से आप केवल शीर्ष k को स्टोर करते हैं और जब तक आप यहाँ हो तब तक आप करते रहते हो यहां आपको सबसे अच्छा एक चुनना होगा और वह आपको पूरा सीक्वेंस देगा इसलिए यहां महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक बिंदु पर आप शीर्ष k पूर्ण सीक्वेंसेस को संग्रहीत कर रहे हैं जो प्रारंभिक बिंदु से शुरू हो रहा है तो यहाँ आपको कुछ t 1 t 2 मिलेंगे आपको कुछ t 1 t 2 t 3 मिलेंगे और इसी तरह टॉप k पर यह समय है इसलिए हम इस बारे में अगले व्याख्यान में विस्तार से देखेंगे तो अब हम मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल की मूल बातें देखते हैं तो मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल क्या है मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल में यह विशेष सिद्धांत होता है कि आपको ओब्सेर्वेशन दिया जाता है और आपकी कुछ हाइपोथीसिस होती है इसलिए आप वही लेते हैं जो आपको दिया जाता है लेकिन कोई अतिरिक्त धारणा नहीं बनाते हैं तो यह वह मॉडल है जो आपके पास होने वाले सभी प्रश्नों को संतुष्ट करता है लेकिन कोई अन्य धारणा नहीं लेता है इसका क्या मतलब है तो आपको तथ्यों का एक संग्रह दिया जाता है और आप एक ऐसा मॉडल लेना चाहते हैं जो इन सभी तथ्यों को पूरा कर रहा हो या आप कह रहे हों कि इन सभी तथ्यों के अनुरूप है लेकिन अन्यथा यह कोई और धारणा नहीं बना रहा है जो कि सभी बाधाओं के संतुष्ट होने के बाद है यह जितना संभव हो उतना समान या दूसरे शब्दों में सभी संभव मॉडल के लिए जो बाधाओं के दिए गए सेट को संतुष्ट करते हैं एक का चयन करते हैं जो सभी में से सबसे समान है अब मेरा इससे क्या मतलब है आइए एक सरल उदाहरण लेते हैं इसलिए मेरे पास इसका एक सरल उदाहरण है मेरे पास एक अंग्रेजी शब्द इन है और मैं कुछ ट्रान्ज़िशन प्रणाली बनाना चाहता हूं जो कुछ की नकल करने की कोशिश करता है तो यह अंग्रेजी से फ्रेंच में अनुवाद कर रहा है और मेरे पास पहले से ही कुछ वास्तविक अनुवादक से कुछ डेटा है जिन्होंने अंग्रेजी से फ्रेंच में कुछ वाक्यों का अनुवाद किया है अब मैं इस एक्सपर्ट ट्रांस्लेटर expert translator's के निर्णय को लागू करना चाहता हूं कि मैं इस शब्द का किसी भी फ्रांसीसी शब्द में अनुवाद कैसे करूं अब मैं कैसे शुरू करूँ तो मान लीजिए कि आपके पास सभी संभावित फ़्रेंच फ़्रेजेस की शब्दावली है और आप संभावना p f का अनुमान लगाना चाहते हैं तो यह है कि क्या संभावना है कि फ़्रेंच फ़्रेज अंग्रेजी शब्द इन का अनुवाद होगा इसलिए आप गणना करना चाहते हैं कि सभी संभव फ़्रेंच फ़्रेजेस के लिए वे कह सकते हैं लाखों फ़्रेंच फ़्रेज तो आप क्या करेंगे हम एक्सपर्ट डीसीजन्स के उदाहरणों का एक बड़ा नमूना एकत्र करके शुरू करेंगे अब इस तथ्य से आप इस नमूने से प्रयास करेंगे उदाहरण के लिए आप कुछ तथ्यों का निरीक्षण करने का प्रयास करेंगे इसलिए कुछ तथ्यों को उदाहरणों के नमूने से निकालेंगे और फिर अपने मॉडल के अंदर इन तथ्यों का उपयोग करेंगे सबसे पहले आपको तथ्यों को निकालना होगा तो हमारे परिस्थिति में यह उन विशेषताओं का पता लगाने के बराबर होगा जो मेरे तथ्य हैं और एक बार जब मुझे ये सुविधाएँ या तथ्य मिलते हैं तो मैं इन्हें अपने मॉडल में सही उपयोग करता हूँ आइए देखें कि विभिन्न प्रकार के तथ्य क्या हैं जिन्हें मैं उदाहरण के लिए पता लगा सकता हूं यह मेरा पहला सुराग हो सकता है तो मुझे लगता है कि सभी नमूनों में मैंने देखा है कि ट्रांस्लेटर हमेशा इन 5 फ़्रेजेस में से एक में अनुवाद करता है dans en a au cours de pendant तो वे 5 अलग अलग फ़्रेंच फ़्रेजेस हैं जहां ट्रांस्लेटर अनुवाद कर रहा है तो अब यह समझाने में मददगार है कि मेरा मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल क्या है अब मैं सभी फ़्रेंच फ़्रेजेस पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन की संभावना का पता लगाना चाहता हूं तो मान लीजिए कि मेरे पास 1 मिलियन फ़्रेंच फ़्रेज हैं इसलिए f1 से f मिलियन तक हैं तो मेरे पास 1 मिलियन फ़्रेंच फ़्रेज हैं मैं इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन की गणना करना चाहता हूं मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन का पता लगाना चाहता हूं इस कन्स्ट्रेन्ट को को देखते हुए ट्रांस्लेटर हमेशा इन 5 चरणों में से एक को चुनता है तो मेरी कन्स्ट्रेन्ट क्या है ऐसा होगा तो मुझे ये f 1 f 2 f 3 f 4 या dans कहेंगे और मैं इन संभावना को यह कहता हु f 1 प्लस प्रोबेबिलिटी f 2 प्लस प्रोबेबिलिटी f 3 प्लस प्रोबेबिलिटी f 4 प्लस प्रोबेबिलिटी f 5 के बराबर है इसलिए यह मेरी कन्स्ट्रेन्ट हैं अब इस कन्स्ट्रेन्ट को देखते हुए मुझे 1 मॉडल चुनना होगा तो मान लीजिए कि मेरे पास डेटा से केवल इतनी ही जानकारी है कि अब ऐसा कौन सा मॉडल है जिसे मुझे सभी संभावनाओं के बीच चुनना चाहिए सबसे पहले क्या आपको लगता है कि इंफाइनाइट संभावनाएं हैं जिनमें मैं अपना मॉडल चुन सकता हूं जो इस कन्स्ट्रेन्ट को पूरा करता है तो निश्चित रूप से f 6 से संभावना f मिलियन के लिए संभावना 0 होगी क्योंकि यदि कोई भी नॉन 0 है तो यह कन्स्ट्रेन्ट संतुष्ट नहीं होगी हां इसलिए क्योंकि सभी संभावनाओं को एक से जोड़ना है इसका मतलब है यह सब कुछ है यह वैसे भी आसान है लेकिन इस कन्स्ट्रेन्ट संतुष्ट करने के लिए ऐसे सभी मॉडलस क्या हैं तो आप देख सकते हैं कि इस समीकरण के इंफाइनाइट समाधान हैं तो आप 0 से 2 1 तक किसी भी संख्या में p f 1 का चयन कर सकते हैं और आप हमेशा कुछ f 2 f 3 f 4 f 5 प्राप्त कर सकते हैं जो संतुष्ट होंगा और इसी तरह f 2 के लिए और इसी तरह आगे बढ़ता है तो इंफाइनाइट मॉडलस हैं जो इस बाधा को संतुष्ट करते हैं अब उन सभी मॉडलों में से कौन सा मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल है जो इस कन्स्ट्रेन्ट को संतुष्ट करता है यह एक को लेता है जो सबसे अधिक यूनीफोर्म है अब इन सभी मॉडलों में से कोन सा सबसे यूनीफोर्म मॉडल है तो यह है कि आप किसी भी डाईमेन्शनस को नहीं दे रहे हैं जो इस कन्स्ट्रेन्ट को मॉडल देता है जो सबसे अधिक यूनीफोर्म है इसलिए इस मामले में यह देखना आसान है कि सबसे यूनीफोर्म मॉडल एक होगा जो P f i 1 5 के बराबर है जहा i 1 से 5 के बराबर है इन सभी 5 फ़्रेजेस के लिए संभावना 15 देता है और अन्यथा सब कुछ के लिए संभावना 0 देता है तो यह इस कन्स्ट्रेन्ट को देखते हुए सबसे यूनीफोर्म मॉडल है तो इन सभी 5 फ़्रेजेस के बीच समान रूप से कुल संभावना को आवंटित करें जो हमारे ज्ञान के लिए सबसे समान मॉडल है अब यह समग्र रूप से सबसे यूनीफोर्म मॉडल है मान लीजिए कि मेरे पास यह कन्स्ट्रेन्ट नहीं थी तो सबसे यूनीफोर्म मॉडल क्या था सबसे यूनीफोर्म मॉडल वह होगा जो मिलियन फ़्रेंच फ़्रेजेस में से प्रत्येक को समान संभावना देता है तो यह इनमें से प्रत्येक के लिए 1मिलियन की संभावना देता है जो कि सबसे यूनीफोर्म मॉडल है इसलिए मैंने जो मॉडल प्राप्त किया है जो इन 5 में से प्रत्येक के लिए 15 की संभावना दे रहा है यह सबसे यूनीफोर्म मॉडल नहीं है यह सबसे अधिक यूनीफोर्म है इस कन्स्ट्रेन्ट को देखते हुए यह सबसे यूनीफोर्म मॉडल है और यह आइडिया है मैं कुछ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ टिप्पणियों का पालन करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि सबसे यूनीफोर्म मॉडल क्या है हम लेते है हम आगे बढ़ते है इसलिए इस मामले में यह आसान था इसलिए जहां हमारे पास 5 चरण थे मुझे पता है कि मुझे एक दूसरा सुराग मिला है कि विशेषज्ञ ने 30 प्रतिशत बार या तो dans या en चुना तो हमे f 1 और f 2 चाहिए थे तो अब मेरे पास है यह मेरी पहली कन्स्ट्रेन्ट है तो अब मेरे पास 2 कन्स्ट्रेन्ट P f 1 प्लस P f 2 03 के बराबर है अब इन 2 कन्स्ट्रेन्ट को देखते हुए सबसे यूनीफोर्म मॉडल क्या होगा इसलिए यदि आप एक क्विक नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि सबसे यूनीफोर्म मॉडल P f 1 015 P f 2 015 होगा और f 3 f 5 f 5 के बराबर है जो 07 को 3 से विभाजित करेगा और वह दोनों कन्स्ट्रेन्ट को निर्धारित करेगा यह सबसे यूनीफोर्म मॉडल होगा तो यह इस मॉडल के यूनीफोर्म नहीं है इसलिए जैसा कि आप अधिक से अधिक ओब्सेर्वेशन कर रहे हैं आप सबसे यूनीफोर्म मॉडल से बहुत दूर जा रहे हैं लेकिन जिसमे आप कुछ अन्य मॉडल भी ले रहे हैंI यथासंभव समान है लेकिन इन कन्स्ट्रेन्ट को संतुष्ट करता है अब अगर आपको आधे मामले की तरह तीसरा सुराग मिल जाए तो क्या होगा मामलों के विशेषज्ञ या तो dans या an दिखाते हैं तो यह है कि P f 2 प्लस P f 3 जो 05 के बराबर है जो कि 3 है आप तुरंत जानते हैं कि आप देखेंगे कि इस समीकरण को देखना मुश्किल है और इसे हल करने का प्रयास करें उस डिस्ट्रिब्यूशन के लिए जो सबसे यूनीफोर्म है और इसलिए हमें मेक्सिमम एन्ट्रापी की अवधारणा को समझने की आवश्यकता है इसलिए मैं उस मॉडल का पता लगाना चाहता हूं जो सबसे यूनीफोर्म है जो कन्स्ट्रेन्ट को पूरा करता है जो उस मॉडल को खोजने के बराबर है जो मॉडल के बीच मेक्सिमम एन्ट्रापी है अब हाँ हम कैसे करेंगे इसलिए जैसा कि हम अधिक से अधिक सुराग प्राप्त करते हैं यह देखना मुश्किल हो जाता है कि सबसे यूनीफोर्म मॉडल कौन सा है तो इसके लिए आपको यह समझना होगा कि हम किसी मॉडल की एकरूपता को कैसे मापते हैं और यहीं पर हम एन्ट्रापी के आइडिया का उपयोग करते हैं तो आप में से कुछ पहले से ही एन्ट्रापी के इस परिभाषा देख चुके हैं तो एंट्रॉपी मेजर्स क्या हैं डिस्ट्रिब्यूशन की अनिश्चितता क्या है इसलिए मूल बातों पर जाएं तो मान लें कि मेरे पास एक इवैंट x है जो P x की संभावना के साथ होती है इस घटना में आश्चर्य की मात्रा क्या है एंट्रॉपी मापता है इसलिए यदि यह बहुत ही आश्चर्यजनक है तो एन्ट्रापी हाइ होगी यदि यह बहुत स्पष्ट है तो एन्ट्रॉपी कम होगी इसलिए ऐसी घटना के लिए जब यह बहुत ही आश्चर्यजनक है संभावना कम है संभावना अधिक है और संभावना उच्च है यह स्पष्ट है तो जब संभावना हैं फिर एन्ट्रापी कम होगी लेकिन इसलिए साक्षात्कार कम होगा लेकिन जब संभावना कम होगी तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात है कि यदि ऐसा होता है तो भी संभावना एंट्रॉपी अधिक है तो यही कारण है क्यू एन्ट्रॉपी log 1 संभावना है संभावना कम एन्ट्रापी अधिक होगी तो हम डिस्ट्रिब्यूशन के लिए एन्ट्रापी की गणना कैसे करते हैं तो मैं बस आश्चर्य की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेता हूं जो कि p x log 1 P x का योग है इसलिए मैं P के सभी संभावित मूल्यों पर अपेक्षित करता हूं इसलिए एन्ट्रॉपी माइनस P x log P x का योग के लिए यह एक बहुत ही मानक सूत्र है इसलिए यहां हम डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं की अगर आप इस सूत्र को देखते हैं तो डिस्ट्रिब्यूशन के मामले में कब एन्ट्रापी अधिकतम होगी तो यदि आप इस सूत्र को देखते हैं आइए सिक्के को उछालने का 1 सरल उदाहरण लें तो मैं एक सिक्का उछाल रहा हूं तो यह हेड या टेल हो सकता है हमें बताएं कि हेड में P की संभावना है और टेल में P माइनस 1 की संभावना है तो इस मॉडल की एंट्रोपी क्या है यह माइनस P log P माइनस 1 माइनस P log 1 माइनस P और यदि आप वास्तव में होंगे तो ये सभी पर आधारित हैं यदि आप वास्तव में P के एक फ़ंक्शन के रूप में इसे 0 से 1 तक बनाते हैं तो आप पाएंगे कि एन्ट्रापी इसे बढ़ाना शुरू कर देती है उच्चतम P पर यह आधे के बराबर हो जाता है और बाद में घटने लगता है अब क्या हम इसे सहजता से समझ सकते हैं हम क्या कह रहे हैं जब हेड और टेल दोनों में समान संभावना होती है तो मेरे मॉडल की एंट्रोपी सबसे अधिक होती है एंट्रोपी क्या है यह मापता है कि कितना आश्चर्य है तो हम इस तरह से एक बिंदु लेते हैं तो इस बिंदु पर क्या होगा तो हेड में संभावना बहुत कम है लेकिन टेल में बहुत उच्च संभावना है तो आप कम या ज्यादा नहीं यह शायद यह टेल आएगा जब आप एक सिक्का टॉस करते हैं तो यह संभवतः एक टेल हो तो वहाँ नहीं है वहाँ बहुत अधिक आश्चर्य की बात नहीं है कि वह आ रहे हैं लेकिन जब दोनों हेड और टेल में समान संभावना है तो आप बहुत उलझन में हैं आप नहीं जानते कि यह हेड होगा या यह टेल होगा इस प्रकार अपेक्षित राशि जो आपको आश्चर्यचकित करती है वह अधिकतम है तो यह आइडिया है तो यह केवल 2 वेरियबल P पर डिस्ट्रिब्यूशन है और यह P N Q आप कह सकते हैं कि इसमें P N 1 माइनस P है लेकिन अगर आप किसी भी n संख्या में वेरियबल लेते हैं तो भी जब भी यह सबसे अधिक यूनीफोर्म होता है तब आरक्षण में मेक्सिमम एंट्रोपी वेव होती है तो यह इस तरह का अंतर्ज्ञान देता है कि हमने मेक्सिमम एंट्रोपी प्राप्त करने के लिए सबसे समान मॉडल क्यों चुना अब एक मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल पर वापस आ रहा है इसलिए हम चाहते हैं सभी संभावित डिस्ट्रिब्यूशन्स के बीच हम एक ऐसे मॉडल को चुनना चाहते हैं जो एन्ट्रॉपी द्वारा अधिकतम हो अब मैं कुछ कन्स्ट्रेन्ट के लिए एन्ट्रापी विषय को अधिकतम करना चाहता हूं इसलिए हमारे पास डेटा से कुछ कन्स्ट्रेन्ट होंगी और ये कन्स्ट्रेन्ट मेरी फीचर्स के अलावा कुछ नहीं हैं इसलिए मैं कुछ फीचर्स का चयन करूंगा और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जिन आंकड़ों के लिए मैं खोज रहा हूं उनमें से अस्पष्ट संभावना इस संभावना के समान हो जो कि मेरा मॉडल दे रहा है और इस कन्स्ट्रेन्ट के अधीन मैं अपनी समस्या को अधिकतम करूंगा जैसा कि आपने भी देखा कि हम एक एक करके कन्स्ट्रेन्ट को जोड़ते रहते हैं मेरे मॉडल की एंट्रोपी कम हो जाती है यह मेरे डेटा के करीब आता है शुरू में सबसे समान मॉडल के साथ शुरू हो सकता है जो सब कुछ के लिए समान संभावना दे रहा है लेकिन जैसा कि आप जोड़ते रहते हैं एक एक करके आप करीब आते हैं आप सबसे यूनीफोर्म मॉडल से बहुत दूर चले जाते हैं तो आप अपनी एन्ट्रापी को कम करते हैं और आप डेटा के करीब आते हैं तो यह आइडिया है इसलिए हमें कुछ कन्स्ट्रेन्ट दें जिन्हें हम डेटा के जितना संभव हो उतना करीब आना चाहते हैं लेकिन अन्यथा हम अधिकतम एंट्रोपी के संदर्भ में सबसे यूनीफोर्म मॉडल प्राप्त करना चाहते हैं इस मामले में डेटा के करीब आने का मतलब है कि इन सुविधाओं की इंपेरिकल प्रोबेबिलिटीस को खोजना और मैं इसे मॉडल संभावनाओं को इसके करीब लाने की कोशिश कर रहा हूं तो यह मेरा मेक्सिमम एन्ट्रापी प्रिंसिपल है मेरे पास कुछ n अलग अलग फ़ीचर फ़ंक्शन f 1 से f n तक दिए गए हैं मैं चाहता हूं कि मेरा संभावना वितरण P सबसेट मे अस्तित्व रखे जो उन सभी संभव वितरणों के सबसेट में इस कन्स्ट्रेन्ट को पूरा करने वाले हो तो सभी संभावना वितरण जो इस कन्स्ट्रेन्ट को संतुष्ट करते हैं उनमें से मैं उस एक को चुनना चाहता हूं जिसमें अधिकतम एन्ट्रापी हो तो इस कन्स्ट्रेन्ट को संतुष्ट करने से मेरा क्या मतलब है तो एक विशेषता की इंपेरिकल गणना या फीचर्स की अपेक्षा क्या है तो इंपेरिकल अपेक्षा का मतलब यह है कि वास्तव में यह x y में यह फीचर्स कितनी बार हुआ और f i x y मेरे डेटा में 1 था तो P हेट मेरी इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी है अब मेरे मॉडल की संभावना क्या होगी तो यह मॉडल की संभावना P f i होगी यह xy P xy fxy का योग होगा अब यह P xy क्योंकि हम अंततः गणना कर रहे हैं P y x को मैं xypxpy xfxy के योग के रूप में लिख सकता हु और क्योंकि हम P s n l मॉडल की गणना नहीं कर रहे हैं मैं शायद x के इंपेरिकल गणना के साथ इसे अनुमानित कर सकता हूं तो यह मुझे मॉडल संभावना का फीचर देता है इसलिए मैं इसे P tilde f यानी फीचर की इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी के करीब बनाना चाहता हूं मेरे पास इंपेरिकल गणना मॉडल है और मैं उस डिस्ट्रिब्यूशन का चयन करना चाहता हूं जो इस कन्स्ट्रेन्ट के लिए सबसे यूनीफोर्म विषय है इसलिए मैं इस संभावना डिस्ट्रिब्यूशन की गणना कर रहा हूं तो मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल क्या होगा जो मुझे उच्च एन्ट्रापी H y x देता है और यदि आप कुछ जल्दी करते हैं कि माइनस सिग्मा x y P x P y x log P y x दिया गया हैं और फिर से हम P tilde द्वारा इसे अनुमानित करेंगे तो यह मेरा मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल है और मैं इसे अधिक से अधिक कन्स्ट्रेन्ट के अधीन करना चाहता हूं कि यह और ये बराबर हैं तो यह मॉडल मुझे अधिकतम देता है यह H इन कन्स्ट्रेन्ट के अधीन है उसके लिए हम लैग्रेन्जिन की विधि का उपयोग करते हैं इसलिए मैं अब एक k लैग्रेन्जिन P या लैम्ब्डा चाहता हूं जो कि मेरा H P प्लस I लैम्ब्डा i P f i माइनस P tilde f i का योग है इसलिए मैं इस खेद को अधिकतम करना चाहता हूं इसलिए मैं इस कन्स्ट्रेन्ट के लिए इस विषय को अधिकतम करना चाहता हूं अब अगर मैं इन मूल्यों को इसके अंदर रखता हूं तो मुझे मिलेगा प्लस सिग्मा लैंबडा i x y P x y का योग स्टेपवाइस P tilde x P y given x f x y माइनस x y P tilde x y f x y का योग मिलेगा यह मेरा लैग्रेन्जिन है और मैं इसे अधिकतम करना चाहता हूं इसलिए मैं इस डिस्ट्रिब्यूशन का पता लगाना चाहता हूं जो इसे अधिकतम करता है तो मैं इस t को हर जगह रखता हु संदर्भ समय 3558 इसलिए बदले में आप क्या कर रहे हैं आप इसे इस t के संबंध में अधिकतम कर रहे हैं और आप इसे t के संबंध डिफरेनशिएटिंग करके और फिर इसे 0 में डालकर कर सकते हैं और यह वास्तव में आपको वह समीकरण देगा जो हमने देखा है यह p लैंबडा y x जो इस जगह पर t है यह एक्स्पोनेन्शल ओवर समैशन लैम्बडा f i x y के नार्मलाइजेशन कोंस्टंट से विभाजित होने पर निकलेगा यह सरल अभ्यास है जिसे आप कर सकते हैं आप इस पैरामीटर t के संबंध में इसे डिफरेनशिएट कर सकते हैं और आप वास्तव में मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल के निर्माण में जो कुछ भी देख चुके हैं उसके करीब आ जाएंगे और यह नार्मलाइजेशन कोंस्टंट कुछ भी नहीं है लेकिन ऐसा कुछ है जो इस संभावना को p lambda y x जो y to 1 के योग पर बनाता है और इससे मुझे नार्मलाइजेशन कोंस्टंट मिलता है यह मेरा मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल है इसलिए आपको यह देखना होगा कि यहाँ जरूरी भाग यह है कि फीचर्स के सेट पता करना एक बार आपके पास का फीचर्स एक सेट है जिसे आप इस विशेष समीकरण का उपयोग क्लास y ओब्सेर्वेशन x की संभावना की गणना करने के लिए कर सकते हैं अगला अगले व्याख्यान में मैं एक समस्या लेने की कोशिश करूंगा जो मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल का आइडिया देंगी फिर हम देखेंगे कि टैग अनुक्रम के साथ आने के लिए हम इस मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल का उपयोग कैसे करते हैं और वहाँ हम इस बीम एल्गोरिथ्म बीम सर्च एल्गोरिदम का अध्ययन करेंगे तो फिर मिलेंगे